नमस्कार मेरा नाम श्रीराम यादव है और मैं आईआईटी रुड़की के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से हूं पादप विकास जीव विज्ञान के इस कोर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स में श्री तुषार गर्ग मेरी सहायता करेंगे जो मेरी प्रयोगशाला में एक पीएचडी शोधकर्ता हैं तो हम पादप विकासात्मक जीवविज्ञान से शुरू करते हैं पौधों और कोई भी अन्य उच्च जीवन में विकास बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है और पादप विकासात्मक जीवविज्ञान मैं हम यह अध्ययन करते हैं कि कैसे बहुत सारे ऊतक और अंगों का विकास एकल कोशिका जाएगोट से एक जटिल बहुकोशिकीय पौधे में होता है कैसे जीवन चक्र के कई भागों द्वारा विभिन्न अंगों का विकास होता है इसलिए यह कोर्स फूल देने वाले पौधों में विभिन्न अंगों की विकास के दौरान होने वाले प्राथमिक मेरीस्टेम स्थापना और रखरखाव कोशिका स्पेसिफिकेशन और कोशिका विशिष्टईकरण की प्रक्रिया का एक अवलोकन प्रदान करेगा सामान्यतः यदि आप भूमि पर होने वाले पौधे के जीवन चक्र को देखेंगे तो इसके दो प्रमुख चरण हैं स्पोरोफिटिक चरण और गेमेटोफिटिक चरण तो स्पोरोफिटिक चरण जीवन चक्र का द्विगुणित चरण है और यह एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है जिसको हम जाएगोट कहते हैं यह जाएगोट नर और मादा युग्मक के मिलने या निषेचन से बनता है यह युग्मक जाएगोट कोशिकाएं फिर कोशिका विभाजन करती हैं आमतौर पर यह माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है जो बहुकोशिकीय स्पोरोफिटिक चरण बनाता है और फिर उनके जीवन चक्र के एक समय पर स्पोरोफिटिक चरण मयोसिस की प्रक्रिया से गुजरता है और यह मयोसिस बहुत से हैप्लॉयड अगुणित बीजाणुओं को जन्म देता है यह हैप्लॉयड बीजाणु जब पुनः माइटोटिक कोशिका विभाजन करते हैं तब वे बहुकोशिकीय गेमेटोफिटिक चरण का निर्माण करते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया भूमि पर पाए जाने वाले पौधों में पीढ़ियों का परिवर्तन कहलाती है इसलिए यदि आप भूमि पर होने वाले पौधों के संपूर्ण विकास को देखते हैं तो भूमि पर होने वाले पौधे स्टीरियोफाइट पादप जगत से आते हैं और इस स्टीरियोफाइट के अंतर्गत कैरीओंफाइट्स आते हैं जो कि एक हरे शैवाल और एंब्रॉफाइट्स है जोकि सामान्यतः भूमि पर पाए जाने वाले पौधे हैं और एक महत्वपूर्ण वस्तु है की कैरीओंफाइट्स में स्पोरोफिटिक चरण एकल कोशिकीय है अन्यथा दूसरे भूमि पौधों में यह बहुकोशिकीय है एंब्रॉफाइट्स में इसको आगे और वैस्कुलर पौधों और नॉनवैस्कुलर पौधों में विभाजित किया जा सकता है ब्रायोफाइट्स नॉनवैस्कुलर पौधे होते हैं और उसके बाद लाइकोफाइट्स के आगे वे सब वैस्कुलर पौधे होते हैं और फिर विकास के समय कभी विशेषता पत्तियों का विकास हुआ है और उसके बाद बीज की तरह आकार का इसलिए यदि आप पौधे के विकास के समय होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण घटना है स्पोरोफाइट में बहु कोशिकाओं का विकास और उसके बाद वैस्कुलर ऊतक का बनना यह वैस्कुलर ऊतक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूमि पर पाए जाने वाले पौधों अथवा उच्चतर पौधों की मुख्य परिवहन प्रणाली को बनाते हैं और यह भूमि पर पाए जाने वाले पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्थलीय और sessile बिना डंठल के होते हैं उनके लिए एक मजबूत परिवहन तंत्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मिट्टी से खनिज और पानी को लेते हैं हम लोग ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक पौधों के विकास पर बात करेंगे आगे यदि आप सभी भूमि पर पाए जाने वाले पौधों की पीढ़ियों में परिवर्तन को देखेंगे तो आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में गेमिटोफाइट एक प्रमुख भाग है और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर निर्भर है लेकिन फर्न में बड़ा प्रकार स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट है जोकि मूल रूप से एक स्वतंत्र प्रकार है और बीज वाले पौधों में जिसमें की जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं उनमें गेमिटोफाइट कम होते हैं जो की मूल रूप से प्रमुख बड़े स्पोरोफिट्स पर निर्भर करते हैं यदि आप स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक चरणों के जीवन चक्र की अवधि को देखते हैं तो मोसेस अपने जीवन चक्र का अधिकतम समय स्पोरोफिटिक चरण की तुलना में गेमेटोफिटिक चरण में व्यतीत करते हैं

जबकि यदि आप फर्न जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को देखते हैं तो गेमेटोफिटिक चरण कम होता जाता है और स्पोरोफिटिक चरण बढ़ता जाता है अब हम एंजियोस्पर्म्स की जीवन चक्र की विकास की घटनाओं पर चर्चा करेंगे आमतौर पर एक एंजियोस्पर्म पौधे के पास पादप शरीर की दो प्रमुख भाग होते हैं एक है मूल जड़ तंत्र और दूसरा है तना तंत्र जैसा कि हमने पहले चर्चा की है की स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म के जीवन का प्रमुख भाग है और यह संपूर्ण स्पोरोफिटिक चरण तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है एंब्रियो का विकास वेजिटेटिव विकास और प्रजनन विकास भ्रूण का विकास निषेचन की प्रक्रिया के बाद शुरू होता है और फिर बीज बनने के बाद समाप्त होता है उसके बाद वेजिटेटिव चरण प्रारंभ होता है जब बीजअंकुरित होते हैं और तब वेजिटेटिव चरण के दौरान अन्य दूसरे वेजिटेटिव अंगों का विकास होता है और तब एक निश्चित समय के बाद एक चरण परिवर्तन होता है जिसको पुष्पीय परिवर्तन कहते हैं जहां पर वेजिटेटिव चरण प्रजनन चरण में परिवर्तित होता है प्रजनन चरण के दौरान प्रजनन अंग जैसे कि पुष्पों का विकास होता है और इन फूलों में एक प्रजनन अंग होता है जो मूल रूप से पराग कोष और कार्पेल हैं और यहां पर एंजियोस्पर्मिक पौधों के मामले में गेमेटोफाइट् प्रक्रिया प्रतिबंधित होती है इसलिए यदि आप एंब्रियो जेनेसिस और बीज के विकास की प्रक्रिया को देखते हैं तो वस्तुतः एंब्रियो जेनेसिस प्रक्रिया के दौरान बीज डोरमेंसी के पहले ही मूल शरीर का नमूना तय होता है एंब्रायोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान चार प्रमुख घटनाएं होती हैं प्रथम 1 एपीकल बेसल एक्सेस पोलैरिटी का स्थापित होना दूसरा है रेडियल तंतुओं का आकृति लेना जोकि स्थानीय तंतुओं के विशेषता एपिडर्मिस ग्राउंड उतक और वैस्कुलर उतक के संगठन से होता है तीसरा है तना और जड़ की एपीकल मेरीस्ट्रीम के साथ में एपीकल बेसल एक्सेस का स्थापित होना और अंततः कोटलीडन का बनना एंब्रियो जेनेसिस मूलतः एक जाएगोट के एसिमिट्रिक कोशिका विभाजन से शुरू होता है जोकि एक छोटी टर्मिनल कोशिका और एक बड़ी बेसल कोशिका बनाता है टर्मिनल कोशिका एक भ्रूण और बेसल कोशिका सस्पेंसर बनाती है साथ ही सस्पेंसर एक स्टॉक या एक फिलामेंट बनाते हैं जोकि एंब्रियो को मात्र कोशिकाओं से जोड़ते हैं शुरुआत में एंब्रियो का आकार ग्लोबुलर होता है और इस अवस्था को ग्लोबयूलर एंब्रियो कहते हैं ग्लोबयूलर एंब्रियो अवस्था के दौरान तीन प्रमुख शरीर के तंतुओं का निर्माण होता है सबसे बाहर की परत जिसको एपिडर्मिस या प्रोटोडर्म कहते हैं बीच की परत ग्राउंड मेरिस्टेम या ग्राउंड टिशूज और फिर सबसे अंदर की परत प्रोकेंबियम होती है बाद में कोटलीडॉन प्रिमोर्डिया की शुरुआत होती है और इससे एंब्रियो के आकार में परिवर्तन आता है अब यह हृदय के आकार की होती है और आगे यह ह्रदय आकार एक टोरपीडो स्टेज एंब्रियो मैं परिवर्तित हो जाता है और इस अवस्था के आसपास ही शूट अपिकल मेरिस्टम्स और रूट एपिकल मेरिस्टम्स का शिखर पर स्थापन होता है शूट अपिकल मेरिस्टम अपिकल साइड की तरफ और रूट एपिकल मेरिस्टम्स बेसल दिशा की तरफ स्थापित होते है एक विकसित बीज के पास एक बीज का कवच और विकसित एंब्रियो होता है जोकि सस्पेंसर से जुड़ा रहता है और इसी एंब्रियो के पास पौधे का मूल शरीर निहित होता है उदाहरण के लिए रूट एपिकल मेरिस्टम्स शूट अपिकल मेरिस्टम्स प्रो वैस्कुलर टिशूज इस अवस्था में एंब्रियो सुप्त अवस्था में चला जाता है और इस अवस्था में लंबे समय तक रह सकता है बीज के अंकुरण के समय भ्रूण अपनी निद्रा तोड़ता है जिसके लिए एक उपयुक्त बाहरी कारण की आवश्यकता होती है जैसे कि तापमान नमी और प्रकाश बीज के अंकुरण के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिकाओं की बढ़ने की आवश्यकता होती है जो कि इस बात पर निर्भर करता है की बढ़ाव किस भाग में हो रहा है अंकुरण का प्रकार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है एपीजियल अंकुरण और हाइपोजीयल अंकुरण एपीजियल जर्मिनेशन में बढ़ाव कोटलीडॉन और रेडिकल के बीच के भाग में होता है जिसको हम हाइपोकोटाइल भी कहते हैं और कोटलीडॉन जमीन से ऊपर आता है हाइपोजीयल अंकुरण मैं बढ़ाव एपिकोटिल भाग में होता है जोकि कोटलीडांस और तने की एपिकल मेरिस्टम्स के बीच का भाग होता है कोटलीडांस इस मामले में जमीन के अंदर ही रहते हैं यह एक आमतौर पर एपीजियल अंकुरण और हाइपोजीएल अंकुरण का उदाहरण है जिसको हम यहां देख सकते हैं एपीजियल अंकुरण में हाइपोकटल भाग कोटलीडॉन और रेडिकल के बीच का भाग बढ़ता है और कोटलीडॉन बाहर आता है हाइपोजेल के मामले में शूट अपिकल मेरिस्टम और कोटलीडॉन के बीच का भाग बढ़ता है और कोटलीडॉन जमीन के अंदर ही रहते हैं वेजिटेटिव विकास अगला विकास का भाग है यह बीज के अंकुरण से शुरू होता है और जब आप बीजों को अंकुरण होने के लिए रख देते हैं तब पौधे ज्यादातर पोस्ट एंब्रीयॉनिक वेजिटेटिव विकास करते हैं प्राथमिक वेजिटेटिव चरण के दौरान निम्नलिखित विकास प्रक्रिया होती हैं सबसे पहले प्राथमिक विकास जोकि एपिकल मेरिस्टेम दोनों शूट मेरिस्टेम और तना मेरिस्टेम मैं होता है लगातार वृद्धि के लिए यह आवश्यक है की पौधा हमेशा जीवन भर दोनों मेरिस्टेम को अच्छी अवस्था में बनाए रखें वेजिटेटिव विकास के दौरान अगला भाग है वेजिटेटिव अंगों का बनना इस प्रक्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं इसके थोड़ी बाद ही अथवा उसी समय आप अंगों के आकृति लेने की प्रक्रिया और विशेष तंतुओं की एक सही तरह की विन्यास बनाने को देख सकते हैं और साथ ही वैस्कुलर टिशूज का विकास और उनका सही आकृति लेने को भी देखा जा सकता है यदि आप जड़ों के विकास के एक मूल उदाहरण को देखते हैं आमतौर पर एक बढ़ती हुई प्राथमिक चरण को तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला है मेरीस्टेमिक जॉन दूसरा है एलॉन्गेशन जॉन और आखरी मैचुरेशन या डिफरेंटशिएशन जॉन और रूट अपिकल मेरिस्टम बढ़ती हुई जड़ के अग्रिम भाग पर उपस्थित रहती है और जड़ के अपिकल मेरिस्टम के पास स्टेम सेल्स होते हैं जोकी टिशु लाइनिंग बनाते हैं जो बाद में टिशूज को आकृति देते हैं उच्च भागों में टिशूज आकृति लेते हैं जहां पर आप साफ तौर पर टिशूज के विभिन्न पदों को और सही आकृति में सजा हुआ देख सकते हैं डिफरेंटशिएशन भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको जड़ों का ब्रांचिंग होना कहते हैं रूट ब्रांचिंग में लेटरल जड़ों का विकास होता है आप देख सकते हैं की लेटरल जड़ प्राइमर्डिया मूलतः सबसे पहले निर्देशित और प्रारंभ होती हैं और अंत में लेटरल जड़ प्राइमर्डिया का आरंभ होता है इसी तरह यदि आप तने के विकास को देखते हैं तो तने के विकास के समय स्टेम कोशिकाओं का रखरखाव शूट अपिकल मेरिस्टम वाले भाग में होता है यह वह भाग है जहां पर स्टेम कोशिकाएं का रखरखाव होता है और जब कोशिकाएं पेरीफेरल जोन में मेरिस्टेम को छोड़ती हैं डिफरेंटशिएशन की प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं वेजिटेटिव चरण के दौरान जो मुख्य अंग बनता है वह हैं पत्तियां आप देख सकते हैं की P 1 पहला पत्तियों का उद्गम स्थान है दूसरा पत्तियों का आरंभ स्थान और फिर तीसरा इसलिए शूट शाखा के विकास के समय जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वह है एपिकल मेरिस्टेम का रखरखाव अंगों का निर्माण टिशूज और अंगों का आकृति लेना और फिर तने से शाखाओं का निकलना सामान्यतः तने से शाखाओं का निर्माण एक्सिलरी कलियों से होता है और निश्चित रूप से वास्कुलेचर भी उतना ही महत्वपूर्ण है इसलिए यदि एक बार वेजिटेटिव विकास समाप्त हो जाता है तो एंजियोस्पर्म पौधे के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है और यह परिवर्तन वेजिटेटिव चरण से प्रजनन चरण तक का होता है बहुत सारे आंतरिक और और बाहरी कारक इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं लेकिन एक बार जब परिवर्तन हो जाता है तब वेजिटेटिव चरण प्रजनन अंगों में परिवर्तित होने लगता है जो मूल रूप से पुष्प और पुष्प एक विशेष तरह की आकृति में सजे रहते है इसे इनफ्लोरेसेंस कहते हैं इसलिए यदि आप मेरिस्टेम तक देखते हैं तो वेजिटेटिव चरण के दौरान जो आकृति वृद्धि के लिए उत्तरदाई है वह शूट एपिकल मेरिस्टेम है लेकिन परिवर्तन के समय शूट अपिकल मेरिस्टम की पहचान बदल जाती है अब यह इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम बन जाती है शूट अपिकल मेरिस्टम फ्लैंक्स पर पत्तियों का निर्माण करते हैं लेकिन जब उसकी पहचान इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम मैं बदल जाती है तो फ्लैंकिंग प्रिमोर्डिया अब फ्लोरल प्रिमोर्डिया बन जाता है इसलिए यदि आप आमतौर पर वृद्धि करते हुए इनफ्लोरेसेंस को देखेंगे तो आप बहुत सारे पुष्प पाएंगे और उसके बाद पुष्पों के पास पुष्पीय अंग होंगे जैसे कि सेपल पंखुड़ी पुंकेसर और कार्पेल्स तथा stamen पुंकेसर और कार्पेल्स के विशिष्ट टिशूज या अति विशिष्ट कोशिकाओं का यह एक प्रतिबंधित गेमेटोफिटिक चरण होगा यदि आप इस पौधे को देखते हैं तो यह एक आमतौर पर एंजियोस्पर्मिक पुष्प है पुष्पा में प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं सेपल्स पेटल्स stamen पुंकेसर और कार्पेल्स पुंकेसर एक नर प्रजनन अंग है कार्पेल्स एक मादा प्रजनन अंग है यहां से गेमेटोफिटिक चरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है जब anthers एथर जो कि स्टेमैन का एक नर भाग है परागकण और कार्पेल्स का निर्माण करता है जिसके पास ओव्यूल पैदा करने वाला एंब्रियो सेक होता है जब यह निषेचन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तब वे बीजों का निर्माण करते हैं जिनके पास एंब्रियो होता है और बीजों के पास सारी जानकारी होती है पानी की शरीर की मूल योजना इंद्रियों के पास होती है और जब बीज अंकुरित होते हैं तब वह पूर्ण पौधे का निर्माण करते हैं इसलिए गेमेटोफिटिक विकास की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला है मेगास्पू्रोजेनेसिस और दूसरा माइक्रोस्पू्रोजेनेसिस यह एक पुष्प है जो कि एक प्रजनन अंग है इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया है पुष्प के पास सेपल्स stamens पुंकेसर और कार्पेल्स होते हैं Stamen पुंकेसर और कार्पेल प्रजनन अंग हैं जबकि सेपल्स और पेटल्स सहायक गॉड अंग हैं यद्यपि सेपल्स और पेटल्स प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन की क्रिया में संलग्न नहीं होते हैं लेकिन वह सफल प्रजनन के होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और पुष्प में यह सब अंग व्यवस्थित रूप एक चक्र के रूप में लगे रहते हैं इसलिए विकास के समय केवल अंग या फिर उनकी पहचान ही नहीं लेकिन आकार और आकृति उतनी ही महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप सेपल्स को देखते हैं तो वह पहला अंग बनाते हैं और उसके बाद क्रमिक रूप से स्टेमंस और कार्पेल और यह सब मिलकर पुष्पीय अंगों का क्रम या आकृति बनाते हैं अब गेमेटोफिटिक चरण के दौरान हमें है देखेंगे की कैसे मादा गेमेटोफाइट्स का विकास होता है इसलिए यदि आप मादा प्रजनन अंगों को देखते है जोकि एंजियोस्पर्म में कार्पेल है कार्पेल के तीन भाग होते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ओवरी में एक संरचना होती है जिसे ओव्यूल कहते हैं और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मात्र कोशिका होती है इसलिए विकास पर मात्र कोशिका जोकि स्वभाव में डिप्लॉयड द्विगुणित होती है वह सर्वप्रथम miosis अर्धसूत्रीविभाजन प्रक्रिया से गुजरती है जिससे 4 हैप्लाइड मेगास्पोर उत्पन्न होते हैं और फिर बाद के चरण में इनमें से तीन मेगास्पोर हो जाते हैं और केवल एक ही सक्रिय रहता है जिसको सक्रिय मेगास्पोर्स कहते हैं और यह फंक्शनल मेगास्पोर तीन बार माइटोसिस की प्रक्रिया से गुजरता है और बिना साइटोंकाइनेसिस के आठ एप्लाइड न्यूक्लिआई वाली एक कोशिका बनाता है और तब बाद में यह हैप्लाइड न्यूक्लिआई व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे एंब्रियो sac कहते हैं एंब्रियो सेक का विकास एंब्रियो सेक की विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को निश्चित रूप से दो भागों या दो चरणों में बांटा जा सकता है पहला चरण है मेगास्पू्रोजेनेसिस जहां पर मेगास्पोर्स मात्र कोशिकाएं मायोसिस से विभाजित होती हैं और हैप्लॉयड फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाती हैं दूसरा चरण है मेगागेमेटोजेनेसिस जहां यह मेगास्पोर्स माइटोसिस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और पुनः व्यवस्थित होकर मादा गेमेटोफाइट्स बनाते हैं मादा गेमेटोफाइट् जिसको एंब्रियो सेक भी कहते हैं उसके एंब्रियो सेक के एपीकल भाग में 3 एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं दो सिनर्जिड्स और एंब्रियो सेक के बेसल अंत में एक अंड कोशिका और फिर दो हैपलॉयड पोलर न्यूक्लियआई युक्त एक सेंट्रल कोशिका इसी तरह यदि आप नर गेमिटोफाइट के विकास को देखते हैं तो स्टेमंस नर अंग हैं जिसमें फिलामेंट और anther पराग कोष होते हैं इसके पास माइक्रोस्पोरसाइट है जोकि क्रोमोसोम के हिसाब से द्विगुणित है और जब यह माइक्रोस्पोरसाइट मयोसिस I की प्रक्रिया से गुजरता है तब यह दो हैप्लाइड न्यूक्लिआई बनाता है फिर मयोसिस II के बाद यह एक चतुस्क बनाता है फिर यह चतुस्क मुक्त होता है और बाद में यह माइक्रोस्पोर दूसरे माइटोसिस की प्रक्रिया से गुजरता है और दो एसिमिट्रिक कोशिका बनाता है 1 को वेजिटेटिव कोशिका कहते हैं और दूसरे को जेनरेटिव कोशिकाएं बाद में यह जेनरेटिव कोशिकाएं अंदर की तरफ जाती हैं और यह एक कोशिका के अंदर एक और कोशिका का आकार बनाती हैं यहां पर दो तरह की श्रेणियां हैं पहली श्रेणी मैं जेनरेटिव कोशिकाएं माइटोसिस II की प्रक्रिया से गुजरती हैं और अंकुरण या परागण से पहले दो न्यूक्लिआई का निर्माण करती हैं लेकिन दूसरे मामले में वह उसी रूप में रहती हैं और जब भी किसी स्टिग्मा या कार्पेल से संलग्न होती हैं तो यह विभाजन होता है मूलभूत रूप से इस विभाजन के कारण दो स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण होता है एक बार जब पोलैंस पराग तैयार हो जाते है तब इस जीवन चक्र का अगला चरण है परागण और निषेचन इसलिए मूल रूप से अंकुरित विकसित पराग के पास दो स्पर्म कोशिकाएं और एक वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस होता है विकसित ओव्यूल कोशिकाओं में आप साफ तौर पर देख सकते हैं की इसमें एंटीपोडल कोशिकाएं हैं सिनर्जिड्स है अंड कोशिकाएं हैं और पोलर न्यूक्लिआई है परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पॉलिन ग्रेंस कार्पेल के स्टिग्मा से संलग्न होते हैं और उसके बाद वह अंकुरित होते हैं किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है इसलिए सभी पोलैंस निषेचित नहीं हो सकते या हर किसी तरह के कार्पेल के साथ परागण नहीं कर सकते हैं इसलिए यदि परागकण कार्पेल के अनुरूप नहीं है तो वह शायद एक सफल परागण नहीं कर सकते यहां पर या तो अंकुरण ही रुक जाता है और यदि अंकुरण प्रारंभ होता भी है तो यह ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाता और एंब्रियो सेक को निषेचित नहीं कर पाता अंततः जब निषेचन सफल होता है तो क्या होता है पोलैंस अंकुरित होते हैं और एक आकार बनाते हैं जिससे पॉलिन ट्यूब कहते हैं और यह ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं सिनरजीड कोशिकाएं एक प्रकार का संकेत स्रावित करती हैं और यह संकेत पॉलिन ट्यूब को एंब्रियो सेक तक पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जब यह एंब्रियो सेट तक पहुंचता है तब यह दो स्पर्म कोशिकाओं को मुक्त करता है एक स्पर्म कोशिका अंड कोशिकाओं को को निश्चित करती है और डिप्लॉयड जाएगोट का निर्माण करती है दूसरी स्पर्म कोशिका दो पोलर न्यूक्लिआई के साथ मिलकर एक ट्राइपॉड कोशिका बनाती है जो आगे जाकर इंडोस्पर्म बनाती है और इसीलिए यह प्रक्रिया डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है क्योंकि यहां पर दो बार फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है इसलिए अंत में यदि मैं एंजियोस्पर्म पौधे पौधे के जीवन चक्र का सारांश बताता हूं तो जैसा की मैंने कहा है की पुष्प वह अंग हैं जहां पर प्रजनन अंग होते हैं नर प्रजनन अंग जोकि स्टेशन के रूप में है और मादा प्रजनन अंग जो कार्पेल है नर प्रजनन अंग माइक्रोजेनेसिस प्रक्रिया के बाद माइक्रोस्पोर्स या हैप्लॉयड पोलैंस बनाते हैं मादा प्रजनन अंग एंब्रियो सेक् बनाते हैं जिसमें मेगास्पू्रोजेनेसिस प्रक्रिया से अंड कोशिकाएं और पोलर न्यूक्लिआए बनते हैं और तब पॉलिनेशन की प्रक्रिया मैं डबल फर्टिलाइजेशन होकर बीजों का निर्माण होता है इसलिए यह बहुत ही स्पष्ट है की एंजियोस्पर्म पौधे अपने जीवन चक्र को डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट के बीच में बदलते रहते हैं स्पोरोफाइट एक विस्तृत चरण है जहां पर गैमेटोफाइट ज्यादा प्रतिबंधित या सीमित रहते हैं नर गैमेटोफाइट स्टेमंस के पराग कोष में विकसित होते हैं और उनमें हैप्लॉयड स्पर्म होते हैं मादा गेमेटोफाइट्स कार्पेल के ओव्यूल्स में उत्पन्न होते हैं और उनके पास हैप्लॉयड अंड कोशिकाएं दो हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लिआई 3 एंटीपोडल और दो सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं दो बार निषेचन एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण होता है और यह तब होता है जब पॉलिन ट्यूब दो स्पर्म न्यूक्लिआई को मादा गैमेटोफाइट मैं मुक्त करता है एक स्पर्म डेप्लॉयड जाएगोट को विकसित करने के लिए अंडे की कोशिका को निषेचित करता है और दूसरा दो पोलर न्यूक्लिआई से मिलकर एक ट्रिपलोइड एंडोस्पर्म बनाते हैं तो इस कक्षा के लिए इतना ही अगली कक्षा में हम पादप विकास के लक्षणों का अध्ययन करेंगे